शुभ प्रभात व्याख्यान 3 हम कवर करेंगे जहां से हमने आखिरी व्याख्यान में छोड़ा था हम उन मुख्य बिंदुओं का शीघ्र सारांश देखते हैं जिन पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है कुछ उदाहरण देखिए कल के व्याख्यान में हमने जो बात की है उस पर निर्माण करें कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा उदाहरण में उपयोग किए जाने वाले एंटी अलियासिंग फिल्टर के बारे में एक और टिप्पणी करें और फिर आज का फोकस पुनर्निर्माण प्रक्रिया और मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग या डीएसपी के अनुप्रयोगों में से एक पर होगा जहां आप कंटीन्यूअस टाइम प्रोसेसिंग को डिस्क्रीट टाइम में स्थानांतरित कर सकते हैं तो अंतिम भाग एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नलके डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण होगा तो आइए हम निम्नलिखित कार्य के साथ शुरू करते हैं जिन बिंदुओं पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की उनका एक संक्षिप्त सारांश मैं यह इशारा करके शुरू करना चाहूंगा कि नोट्स में गलती थी या मैंने कक्षा में जो लिखा था मैं चाहता था कि आप पहले इसे ठीक करें यह डीरेका डेल्टा के संदर्भ में था हमने डीरेका डेल्टा फ़ंक्शन के 2 गुणों के बारे में बात की दूसरा था एक क्षेत्र प्रॉपर्टी थी अन्य एक सैंपलिंग प्रॉपर्टी थी और मैं सिर्फ एक सुधार का उल्लेख करना चाहता था कि आपको अपने नोट्स में एक नोट बनाना चाहिए इसलिए कल हमने निम्न परिणाम लिखे xδxδ क्योंकि फंक्शन हर जगह मारा जाता है सिवाय इसके कि जहां डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो है टाइम टी के डेल्टा ओके यह ठीक था जिस तरह से हमने इसे लिखा था दूसरा वह स्थान था जहाँ हमने एक त्रुटि की थी xδxδ तो आप x का सैंपलिंग लेंगे और यह δ होना चाहिए मूल रूप से इम्पल्स रिस्पांस कक्षा में मैंने इसे नीचे लिखा था यह δ नहीं है ठीक है डेल्टा वास्तव में होता है डीरेका डेल्टा की स्थिति नहीं बदलती है केवल एक चीज यह है कि यह वहाँ फ़ंक्शन का सैंपलिंग लेता है ठीक है दूसरा बिंदु या दूसरा पहलू जिस पर हमने गहराई से चर्चा की थी वह यह था कि हम एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नलका सैंपलिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सैंपलिंग भाग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को गुणा करके आता है xc के आवेग के साथ डीरेका इम्पुल्सेस की एक ट्रेन और यह सैंपलिंग फ़ंक्शन है जिसके लिए आपको सैंपलिंग अवधि निर्दिष्ट करना होगा और विश्लेषण यह था कि टाइम डोमेन हमारे पास आसान प्रतिनिधित्व है यूनिफार्म सैंपलिंग का एक सीधा प्रतिनिधित्व है फ़्रीक्वेंसी डोमेन में XsjΩ ध्यान दें कि मैं अभी तक डिस्क्रीट टाइम पर नहीं गया हूं इसलिए यह अभी भी कंटीन्यूअस टाइम फॉरिएर रूपांतरण है यह गुणा के बराबर होगा टाइम में गुणा करने से फ़्रीक्वेंसी में कोंवोलुशन होता है तो XsjΩ12πXcjΩSjΩ1Tsk ∞XcjΩ ks जहाँ s एक सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसीचाहूंगा है या s 2πTs के रूप में भी लिखा जा सकता है जहां Ts सैंपलिंग अवधि है ठीक है और हमने देखा कि हमारी सैंपलिंग प्रक्रिया के 3 तत्व थे पहला एक स्केल फैक्टर था अन्य एक कई चित्र थे और शिफ्टिंग सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी के गुणकों के रूप में होती है और इन सभी का सैंपलिंग प्रक्रिया के हमारे उपयोग में उपयोग किया जा रहा है ठीक है तो वह सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया थी मुझे उस नए तत्व को पेश करने के लिए उदाहरण पर फिर से विचार करना चाहिए जो मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें ठीक है फिर से यह एक ही उदाहरण है लेकिन इस बार हम इसे 3 बार संशोधित करेंगे ताकि हर बार कुछ नया जोड़ा जा सके तो नए तत्व के लिए देखो और उस पर ध्यान दें इसलिए हमने एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नलदेखा xc जो कि cos4000πt था इसलिए मैं इसे देखना चाहता था जैसे कि कंटीन्यूअस टाइम संकेत चिह्न कॉस cos का उपयोग करना अगर मैं इसे 04000π के रूप में लिखता हूं तो ठीक है और हम कहते हैं कि हम इसका सैंपलिंग Ts 16000 पर लेंगे हम इसे 6000 हर्ट्ज पर सैंपलिंग लेंगे सैंपलिंग अवधि 16000 होगी और इसने हमें xncos2πn3 दिया अब यह बहुत सीधा साधा है बस सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी को प्रतिस्थापित करें और आपको यह परिणाम मिलेगा ठीक है अब यहाँ एक बिंदु यह है कि मैं चाहूंगा की आप नोट करें तो कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी यदि आप इसे cos के रूप में सोचते हैं तो 0 की इकाइयाँ रेडियन प्रति सेकंड होंगी ठीक है अब दूसरी तरफ अगर मैंने इसे अलग अलग संकेतन cos का उपयोग करते हुए लिखा है तो इस तरह हम डिस्क्रीट टाइम में एक साइनसॉइड का प्रतिनिधित्व करेंगे अब डिस्क्रीट टाइम फ़्रीक्वेंसी cos n की इकाइयाँ हैं दरअसल मूल रूप से यह एक डायमेंशनलेस्स मात्रा है इसलिए लेकिन अगर आप किसी चीज़ का कोसाइन लेना चाहते हैं तो उसे यूनिट के रूप में रेडियन होना चाहिए तो 0 इस मामले में रेडियंस को अपनी इकाई के रूप में मिला है ठीक है इसलिए हम जिसे कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट टाइम फ़्रीक्वेंसी कहते हैं उसके बीच अंतर है फिर यह कुछ ऐसा है जो मुझे यकीन है कि आपने डीएसपी के संदर्भ में देखा होगा लेकिन मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं तो मूल रूप से यह एक डायमेंशनलेस्स मात्रा है ठीक है यह सिर्फ एक संख्या है इसलिए 0n इसके लिए रेडियन होना चाहिए ω होना चाहिए और इसलिए अब यदि आप तुलना करना चाहते हैं जब आप tnTs को प्रतिस्थापित करते हैं ठीक है तो 0t यदि आप tnTs स्थानापन्न करते हैं तो आपको जो मिलता है वह 0nTs होता है जिसमें से ये 2 पद संयुक्त हो जाते हैं 0 ठीक है तो कंटीन्यूअस टाइम में फ़्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट टाइम में फ़्रीक्वेंसी के बीच संबंध पर सामान्य संबंध वास्तव में इस उदाहरण में अंतर्निहित है मैं बस यही उजागर करना चाहता था वह रिश्ता है Tsω मुझे दोनों टाइम ओमेगा शब्द का उपयोग करना है लेकिन यह कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी है जो रेडियन प्रति सेकंड में है रेडियंस में यह एक डिस्क्रीट टाइम फ़्रीक्वेंसी है और निश्चित रूप से जब आप Ts को गुणा करते हैं तो आपको डाइमेंशन्स सही मिलते हैं तो यह डिस्क्रीट टाइम फ़्रीक्वेंसी है ठीक है इसलिए यह हमारी समझ और परिणामों की हमारी व्याख्या में महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे पास है इसलिए उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमारे पास फ़्रीक्वेंसी 2π 02π3 है अब मैं इसे अनुरूप एनालॉग फ़्रीक्वेंसी में कैसे परिवर्तित करूं 00Ts2π31Ts ही 16000 है ताकि मूल रूप से मुझे 4000π मिले यही वह परिणाम था जिसे हमने कल सत्यापित किया था ठीक है अब दूसरी या एक और बात जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी तो एक और फ़्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी एक और सीटी फ़्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइड जो अलियास होगा 4000 वह है जो आपको ω2π3or cos2π3n देता है यह उपनाम cos2π3n होगा मुझे लगता है कि हमने पहले ही जवाब लिख दिया था मुझे लगा कि मैं इस पर प्रकाश डालूंगा तो यह एक ऐसा मामला है जहां 02π32πm है हमने m 1 को चुना तो m 1 के साथ 08π3 अब मैं इसे संगत कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी में कैसे परिवर्तित करूं हम संबंध जानते हैं तो यह मुझे देता है 00Ts समान सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी यह वह है जो वास्तव में अलियासिंग का उत्पादन करता है तो यह मूल रूप से कहता है कि यह 8π36000 होगा जो कि 16000 π होगा तो एक कंटीन्यूअस टाइम फ़्रीक्वेंसी या कोसाइन 16000πt रेडियन प्रति कोसाइन 4000t के मामले के समान परिणाम देगा ठीक है और हमारे लिए सिर्फ एक अच्छा विचार हो सकता है या शायद आप यह कर सकते हैं कि एक साधारण व्यायाम के रूप में उस कोसाइन 16000πt को सत्यापित करें जब आप इसे tnTs Ts16000 पर सैंपलिंग लेते हैं तो आपको x क्या मिलता है xncos2π3n ठीक है अतः स्पष्ट रूप से हम अलियासिंग का एक उदाहरण देख सकते हैं और अनंत संख्या में ऐसी फ्रेक्वेंसीएस हैं जो cos2π3n पर मैप हो रही हैं इसलिए जो वक्तव्य दिया गया वह यह है कि अद्वितीय प्रतिनिधित्व केवल कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के बीच ही मान्य है यदि नीक्वीस्ट मानदंड संतुष्ट है ठीक है इसलिए यदि न्याकिस्ट की कसौटी संतुष्ट नहीं है तो मुझे आपको उल्टी स्थिति देनी चाहिए यदि नीक्वीस्ट मानदंड संतुष्ट नहीं है तो विशिष्टता पर कोई दावा नहीं है संतुष्ट नहीं है ठीक है और शायद आगे भी है हम एक और विनिर्देश बना सकते हैं जो हम बेस बैंड सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कल हमने कहा कि बैंडपाससैंपलिंग की धारणा है जो लौ पास के सिग्नल्स के सैंपलिंग से अलग है बेस बैंड सिग्नल की तो हम जो बात कर रहे हैं वह बेस बैंड सिग्नल के संदर्भ में है इसलिए यदि न्याक्विस्ट दर बेस बैंड सिग्नल्स के लिए संतुष्ट नहीं है बैंडपास नहीं बेस बैंड सिग्नल्स तो अलियासिंग होगा इसलिए यह तथ्य कि कई प्रतियों का उत्पादन करने के लिए सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया मुद्दा नहीं है तथ्य यह है कि कहीं न कहीं छवियों का ओवरलैप हो सकता है और अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बेस बैंड सिग्नल मौजूद नहीं है जब बेस बैंड सिग्नल सैंपल किया जाता है तो हमें एंटी अलियासिंग फिल्टर एए फिल्टर को काम में लगाना होगा इसलिए यदि सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी ओमेगा एस थी तो एंटी अलियासिंग फिल्टर S2 से S2 तक होगा यह सिग्नलको सीमित करने के लिए मजबूर करेगा इनपुट सिग्नलसैंपलिंग में जा रहा है और इसलिए आपको एलियासिंग का प्रभाव नहीं होगा ठीक है तो यह हमारे लिए एक उपयोगी परिणाम है ठीक है इसलिए याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं सैंपलिंग प्रक्रिया छवियों का निर्माण अलियासिंग के पहलू फिर यह कुछ ऐसा है जिसे हम इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं और हम इसे कई बार फिर से देखने आएंगे अब मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाता हूं जिसे हमने पिछली कक्षा में देखा था यह एक ऐसा मामला था जहां हम सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क कम्पेटिबल डेटा बनाने की कोशिश कर रहे थे तो आपके पास संभवतः 20 KHz तक की जानकारी के साथ एनालॉग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नलथा यही हमने यहां दिखाया है कि इसे 0 और 20 KHz के बीच कुछ सीमा मिली है शायद कम फ्रेक्वेंसीएस पर बहुत सारी जानकारी है लेकिन फ़्रीक्वेंसी सामग्री है इसलिए आपको इसे संरक्षित करना होगा अब यदि आप इसे 441 पर सैंपलिंग करना चाहते हैं तो आपके एंटी एलियासिंग फिल्टर को लाल रेखा द्वारा दिखाया गया है और इस तरह के तेज कट ऑफ को प्राप्त करने के लिए एक एनालॉग फ़िल्टर के लिए मुश्किल होगा तो हमने कहा कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग हमें निम्न विकल्प की अनुमति देता है इसे 1764 KHz की सैंपलिंग दर के साथ व्यवहार करें तो इसका मतलब है कि सैंपलिंग बिंदु पर्याप्त रूप से आगे बढ़ गया है और अब हमारे पास 882 KHz पर S2 है एनालॉग फिल्टर कर सकते हैं यह 20 KHz तक फ्लैट हो सकता है और फिर 882 KHz तक गिर जाता है हर कोई उस के साथ सहज है सैंपलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसका मतलब है कि आपके पास एक सिग्नल होगा जहां हरा मौजूद है और फिर कुछ अवांछित सिग्नलहै क्योंकि आपके फ़िल्टर एंटी अलियासिंग फिल्टर ने उन नीली रेखाओं को होने की अनुमति दी है यह नीला घटक मौजूद है आपको उससे छुटकारा पाना है तो यह एक डिजिटल फिल्टर द्वारा पीछा किया जाता है लाल रेखा डिजिटल फ़िल्टर बन जाती है जो आपको 1764 के सैंपलिंग दर के साथ एक स्पेक्ट्रम देगी जिसे आपको इस फॉर्म में लाने के लिए डाउन सैंपल करना होगा यह वह रूप है जिसमें यह वास्तव में कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा के रूप में प्रतिनिधित्व करता है या ठीक है अब एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचें तो यहां एक ऐसा मामला है जहां अलियासिंग हुई लेकिन अलियासिंग हमारे लिए समस्या का कारण नहीं बना क्योंकि अलियासिंग प्रश्न स्पष्ट है अलियासिंग यहाँ हो रहा है हाँ नही कोई अलियासिंग नहीं मेरा सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया में कोई अलियासिंग है कोई अलियासिंग नहीं है क्योंकि S2 सही S2 हमने जो किया वह 1764 पर सैंपलिंग था इसलिए वहां कोई अलियासिंग नहीं हैं मैं 4 के एक फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल करता हूं लेकिन इससे पहले मैंने एक डिजिटल फ़िल्टर लागू किया तो डिजिटल फिल्टर अब था एंटी अलियासिंग फिल्टर डिजिटल डोमेन में है तो 2 हैं आपकी अंतिम सैंपलिंग दर 441 2 चरणों के माध्यम से आई है पहला चरण 1764 KHz पर सैंपलिंग था जिसके लिए एनालॉग फ़िल्टर एंटी अलियासिंग था कोई समस्या नहीं है जब हम 441 पर डाउन सैंपल लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक और फ़िल्टर होना चाहिए यदि आपके पास यह लाल फिल्टर नहीं था तो क्या होगा यह नीला भाग आपके स्पेक्ट्रम के साथ ओवरलैप होने लगेगा यहीं से समस्या आएगी यहीं से अलियासिंग होगी ठीक है अब क्या मैं इस एनालॉग फिल्टर को थोड़ा टेढ़ा कर सकता हूं दूसरे शब्दों में कि यह 882 पर कट ऑफ नहीं है लेकिन 882 से थोड़ा आगे जाता है ठीक है मुझे समझाने दीजिये कि मेरा क्या मतलब है ठीक है तो यहाँ ड्राइंग है हम जल्दी से हमारी दिलचस्पी का हिस्सा पुन पेश करते है ठीक है मेरे पास वांछित सिग्नल का हिस्सा है ठीक है और इसलिए यह 441 है क्षमा करें यह 2205 पर है यह 441 882 1323 और 1764 है ठीक है तो यह 1764 है ठीक है और मेरे पास स्पेक्ट्रम की एक प्रति है क्योंकि मैं इसे 1764 पर सैंपलिंग करने जा रहा हूं ठीक है अब पहला विकल्प जो हमने किया है वह एक एंटी अलियासिंग फिल्टर है जो इस हिस्से में सपाट है और फिर यहाँ तक गिर जाता है तो 1764 पर सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया में कोई भी उपद्रव नहीं होगा कुछ अवांछित सिग्नलहै जो यहां मौजूद है ठीक है कुछ अवांछित सिग्नलहै जो यहां मौजूद है क्योंकि यह एक फिल्टर है जो इस तरफ भी जाएगा ठीक है और जब मैं सैंपलिंग की प्रक्रिया करूंगा तो छवियों का उत्पादन किया जाएगा तो यहाँ कुछ अवांछित भाग है इस तरफ कुछ अवांछित भाग है वह सब मौजूद है लेकिन अलियासिंग मौजूद नहीं है इसलिए जब मैंने डिजिटल फ़िल्टर लागू किया तो यह सभी अवांछित भागों को हटा देगा और फिर मुझे वह सिग्नलमिलेगा जो मेरे लिए रूचि का है इसलिए अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि मैं भी ऐसा ही दृश्य रखने जा रहा हूं और यहाँ सिग्नलकी प्रतिकृति है कि जब मैंने इसे 1764 KHz पर सैंपलिंग लिया है तो यह वह जगह है जहाँ यह आने वाला है अब अगर मैं अपने एनालॉग एंटी अलियासिंग फिल्टर को पहले की तुलना में थोड़ा धीमा कर दूं तो क्या होगा यह नीले रंग के रिसाव को अधिक करने की अनुमति देगा सही और यहां होगा हरा यहां मौजूद होगा और जब कॉपी आती है तो ये 2 ओवरलैप होंगे देखें कि ओवरलैप है जो पहले मौजूद नहीं था लेकिन अब मौजूद है ठीक है क्या हर कोई इस एक के साथ स्पष्ट है यह अलियासिंग है लेकिन क्या इसने आपके वांछित सिग्नल को प्रभावित किया है वास्तव में आपको इस बिंदु पर खुद को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है आप वास्तव में एनालॉग फ़िल्टर को और भी क्रमिक होने की अनुमति दे सकते हैं ठीक अब हम थोड़ा महत्वाकांक्षी हो गए हैं मैं कितनी दूर जा सकता हूं मैं कितनी दूर जा सकता हूं मैं अपने एनालॉग फ़िल्टर के लिए इसे कितना आसान बना सकता हूं क्या मैं इसे 1323 पर पूरा कर सकता हूं मैं कितनी दूर जा सकता हूं यह पता चला है कि मैं सभी तरह से जा सकता हूं यह 1764 KHz है यह धार 20 KHz दूर होगी 1564 यह पता चला है कि मैं 1564 तक या 1564 से पहले सभी तरह से जा सकता हूं इसलिए मैं वहां जा सकता हूं क्योंकि कुछ अवांछित सामान आ जाएगा इसलिए मूल रूप से मुझे इसे दिखाने दें तो मैं अधिकतम संभव स्तर तक सभी तरह से जाता हूं तो इसका मतलब है कि यह नारंगी फ़िल्टर कुछ अवांछित सामान की अनुमति देने वाला है और जब मैं सैंपलिंग की प्रक्रिया करूंगा तो वह यहां बैठे होंगे लेकिन मेरा डिजिटल फिल्टर इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है इसलिए डिजिटल फिल्टर इसका ध्यान रखेगा नोटिस संतरे का सामान प्रक्रिया में हटा दिया जाता है तो जिन चीजों को मैं इस उदाहरण के माध्यम से पेश करना चाहता था उनमें से एक यह है कि आप जानते हैं कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग एक बहुत ही व्यावहारिक उपकरण है जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद आपको एहसास नहीं हुआ होगा लेकिन यह सब सैंपलिंग के अंतर्निहित ढांचे को समझने के बारे में है एलियासिंग मेरा वांछित सिग्नलक्या है मैं एलियासिंग को कितनी दूर आने की अनुमति दे सकता हूं यह सब एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इसलिए जो टिप्पणी मैं आपको सोचने के लिए यहां छोड़ूंगा वह यह है कि हम हमेशा डिजिटल फ़िल्टरिंग का लाभ उठाएं ठीक है जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होता है जब आप करते हैं खासकर जब आप मल्टीरेट डीएसपी के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास डिजिटल फ़िल्टरिंग में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है क्योंकि आप किसी भी प्रकार के फ़िल्टर लौ पास हाई पास बैंडपास को डिज़ाइन कर सकते हैं विभाजक इंटीग्रेटर कुछ भी आप डिजिटल फिल्टर के रूप में बना सकते हैं डिजिटल फ़िल्टरिंग का लाभ उठाएं ठीक है तो इसका मतलब यह भी है कि जब आप कहते हैं कि डिजिटल फ़िल्टरिंग का लाभ लें तो एनालॉग फ़िल्टरिंग पर अपनी आवश्यकताओं को कम करें लेकिन आपको बहुत सावधान रहना था कि आप सिग्नल की निष्ठा सिग्नल के हित की सीमा से समझौता न करें इसलिए आप जानबूझकर उल्लंघन कर सकते हैं तो आपके संगीत खिलाड़ियों में ऐसे उदाहरण हैं जहां आप नीक्वीस्ट मानदंड का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं लेकिन क्योंकि आप सिग्नलके उस हिस्से को जानते हैं जो अंततः बनाए रखने वाला है इसलिए आप इसका लाभ उठाते हैं ठीक है इसलिए नीक्वीस्ट की कसौटी का उल्लंघन किया जा सकता है लेकिन आपको अपने काम करने के तरीके से सावधान रहना होगा ताकि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कुछ जरूरी हिस्सों को न खो दें